मैं इस बार अथवा कॉलम पर क्लिक करता हूं Iतो यह मुझे 2Dऔर 3D में कॉलमदिखाती है I जैसा कि मैंने कहा था हमारे पास दो प्रकार की बार होती है स्टैक्डबार और स्प्रेड बार I स्प्रेड बार का उदाहरण हमने आपने पिछले लेक्चर में ऊंचाई और वजन के रूप में लिया था स्टैक्ड बार तब बोली जाती है जब ये एक दूसरे पर स्टैक्ड होती है जब एक ऊंचाई दूसरी ऊंचाई पर हो इस तरह के प्लाट यहाँ बनाये जा सकते है तो मुझे इस कॉलम को चुनना है और सिर्फ कॉलम का चयन करता हूं तथा अपने चार्ट पर जाता हूं और क्लिक करता हूं I अब चार्ट चुन लिया गया है और इन 1 से 15 वैल्यू को प्लॉट कर दिया गया है I अगर मुझे यहां कुछ और जोड़ना हो तो मुझे केवल एड डाटा विकल्प पर जाना होगा I डाटा लेबल्स डाटा कि वह वैल्यू है जिनको चार्ट पर दिखाया जाता है I तो डाटा लेबल्स को जोड़ने के लिए हमें डाटा लेबल्स विकल्प का चयन करना होगा I यहां मैंने एक ही सीरीज को चुना था इसलिए एक ही कॉलम बना है I अब मैं दो सीरीज को चुनता हूं इसलिए मुझे D4 और D5 का चयन करना होगा I यह सीरीज का नाम दर्शाती है जिसे आप यहां पर भी देख सकते हैं I हमसे नीले और संतरी रंग में दिखा रहे हैं I नीला रंग D4 को दर्शाता है इसे हम आमतौर पर चार्ट या मैप की की कहते हैं I D4 और D5 को यहां लेजंड कहा जाता है I अगर आप चाहते हैं तो आप लेजंड को अपने मन मुताबिक किसी भी रंग में या दाएं बाएं ऊपर या नीचे रख सकते हैं I उदाहरण के तौरपर मैं इसे दाये ओर रखता हूँ और इसमें कुछ रंग भी भरता हूँ हम यहाँ दो जरूरते डाटा विसुअलिसशन में दर्शा रहे है एक फंक्शनलिटी और दूसरी एस्थेटिक्स फंक्शनलिटी का अर्थ है की किस तरह का चार्ट हमे चुनना चाहिए की सांख्य 1 का डाटा उसमे सही से बैठ जाये एस्थेटिक्स में हम विभिन्न रंगों को तथा देखने में चार्ट कैसा लग रहा है इन पर विचार करते हैं ना की डाटा चार्ट में कितना उपयुक्त बैठ रहा है या नहीं I तो यहां 2 लेजंड है और दो सीरीज है D4 और D5 जिसमें यह कॉलम सीरीज D4 का है तथा यह कॉलम D5 सीरीज का है I इसी प्रकार में सभी पांचों के लिए यहां प्लॉट कर बना सकता हूं I यह मेरा बार चार्ट है I जब मैं इसे बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं यह भी बढ़ता जा रहा है I तो यह एक प्रकार का स्प्रेड बार है I इसी प्रकार मैं स्टैक्ड बार भी बना सकता हूं I उदाहरण के तौर पर जो एक्सेल शीट हमने आपको प्रदान की है उसमें आप देख सकते हैं की चार्ट वास्तव में एक दूसरे के ऊपर चिपके हैं I अब मैं यह दो कॉलम चुनता हूं और चार्ट को यहां डालता हूं तथा इस विकल्प को चुनता हूं तो यह मेरा स्टैक्ड बार चार्ट हो जाएगा I तो एक सीरीज दूसरी सीरीज पर स्टैक्ड है I यह पूरा कॉलम डाटा सीरीज है I इन विशिष्ट वैल्यूज के लिए मैं यहां डाटा लेबल्स जोड़ रहा हूं मैं इन्हें नीला रंग दे रहा हूं I जैसा कि मैंने आपको दिखाया था D4 और D5 एक दूसरे पर स्टैक्ड है I स्टैक्ड और स्प्रेड बार चार्ट क्षैतिज दिशा में भी बनाये जा सकते है यह आपकी पसंद है की आप इनको किस तरह दर्शना चाहते हो कहने के लिए अगर आप टाइम सीरीज बनाना चाहते है तो आप टाइम प्लाट कर सकते है यह बेहतर होता है की टाइम या आर्डर को हमेशा x कोआर्डिनेट पर रखा जाये नहीं तो आप इस तरह भी चुन सकते है तो इन वैल्यूज के लिए ये स्प्रेड बार है तो यह है बार चार्ट हम x चार्ट और R चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम इनको लाइन डायग्राम में भी प्लाट करेंगे इसलिए मैं दोबारा लाइन डायग्राम पर आता हूँ अगला चार्ट बार चार्ट की तरह ही है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम क्या बताता है अगर आप याद करे तो हिस्टोग्राम किसी विशिष्ट रेंज या वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के होने तो दर्शता है तो अगर मैं हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूं तो इस प्रकार बना सकता हूं I हम यहां सभी चार्ट को देख सकते हैं I अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा इस बटन पर क्लिक करते ही आपके पास सभी चार्ट खुल जाएंगे तथा बार क्षेत्रफल स्कैटर प्लाट सरफेस आदि के विकल्प होंगे I इनमें से कुछ को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और मैं यहां से हिस्टोग्राम को चुन लेता हूं I यह 252 से 30 30 से 348 348 से 396 रेंज में वैल्यू को नहीं दिखा रहा है I यह वैल्यू D4 सीरीज के लिए है I इसलिए यह 252 से 30 के बीच में 15 में से 7 ऑब्जरवेशन को दिखाता है I तो 7 6 2 बराबर 15 है I तो यह घटना की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है तो यह वो तरीका है जिससे हिस्टोग्राफ बनाया जाता है जब आप इसका प्रिंट लेगे तो आप कभी कभी इस तरह का स्टैक्ड बार चार्ट में पा सकते है यह वास्तव में स्प्रेड बार है तो यहाँ 15 ऑब्सेर्वशन्स है जोकि 50 भी हो सकती है और जब यह कागज़ पर प्रस्तुत होगी तो यह सुन्दर नहीं लगेगी तो जैसा की मैंने आपको कहा था की हिस्टोग्राम चार्ट बनाते वक़्त कुछ युक्तियाँ ध्यान में रखनी चाहिए जैसे की चार्ट में 3 से 13 बार होने चाहिए इसमें ज्यादा बार भी हो सकते है परन्तु 3 से 13 एक अच्छी सांख्य है यह प्रिंट लेने पर कागज़ में फिट हो जनि चाहिए और पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए फिर कुछ और भी युक्तियाँ है जो चार्ट में होनी चाहिए परिभषित किये गए इंटरवल्स के लिए सही चार्ट का चयन उदाहरण के लिए मैंने कोई इंटरवल नहीं दिया है बल्कि इसने स्वयं ही इंटरवल को चुना है परन्तु हम खुद भी इंटरवल को वर्णित कर सकते है यह चार्ट दूसरे चार्ट के साथ तुलना किये जाने योग्य होना चाहिए ये बहुत महत्वपुर्ण है एक हिस्टोग्राम बनाते समय अब हम पाई चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ यह डाटा सेट डिफेक्टिव सेट के अनुपात है तो मैं अब पाई चार्ट बनाऊगा मैं पहली 5 वैल्यूज को चुन लेता हूँ अगर मैं यह इन्सर्ट पाई के विकल्प पर जाता हूँ और पाई चार्ट चुनता हूँ तो मैं और को देख सकता हूँ मैं अलग अलग क्षेत्र देख सकता हूँ और लेबल जोड़ सकता हूँ जिससे पाई का वास्तिवक अकार पता चल जायेगा तो यह 27 यूनिट्स है यह 23 यूनिट्स है ऐसे ही यह 17 20 आदि है मैं इस पाई चार्ट में परिवर्तन कर सकता हूँ उदाहरण के लिए मैंने पुरे चार्ट का चयन करता हूँ और पाई एक्सप्लोसिऑन करता हूँ इस विकल्प का उपयोग करने पर पाई चार्ट कुछ हद तक फैल जायेगा मैं सिर्फ 1 चुन सकता हूं और फिर उसे बाहर कर सकता हूं अब यह केवल इस रीडिंग 27 को छोड़कर है यह इकाइयों की अधिकतम संख्या है यहां तक कि इकाइयों की संख्या के स्थान पर हम प्रतिशत भी ले सकते हैं यह वास्तव में पाई चार्ट पूर्ण मूल्य का 100 प्रतिशत होता है मैंने पहले 5 मूल्य उठाए हैं और यह पूरे मूल्य हैं मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि हम अक्ष के साथ धोखा नहीं कर सकते और पाई चार्ट के मामले में स्केल के साथ धोखा नहीं कर सकते तो यह वास्तव में कुछ प्रतिशत है क्योकि कुछ लोग डाटा को प्रतिशत में देखना पसन् करते है इसलिए मैं डेटा लेबल भी संपादित कर सकता हूं इसलिए मैं प्रारूप डेटा पर जाऊंगा और लेबल और प्रतिशत जोडूगा तो यह प्रतिशतता है वास्तव में यह 100 के बहुत समीप है यह प्रतिशतता 27 है देखते है की इनका कुल जोड़ क्या है यह जोड़ 105 है जोकि 100 के बहुत समीप है तो चलिए मैं 6 वैल्यू को लेता हूं और पाई चार्ट बनाता हूं I इस बार में 3D पाई चार्ट बनाऊंगा I तो चलिए डाटा लेबल में लेबल को जोड़ते हैं I तो यह यहां संख्या दिखा रहा है I मैं डाटा लेबल को बदल सकता हूं और इसमें प्रतिशतता जोड़ सकता हूं I तो अब यह यहां प्रतिशतता दिखा रहा है I तो यह पाई चार्ट है और हमने ऐसे पाई चार्ट को निर्मित किया है I तो इसी तरह हम कुछ और चार्ट ले सकते हैं और उनका निर्माण कर सकते हैं I मैं कुछ महत्वपूर्ण चार्ट जैसे कि स्कैटर प्लॉट ले लेता हूं I मैं कुछ डाटा उठाता हूं और इसके लिए स्कैटर प्लॉट बना कर देखता हूं I हमारे लिए स्कैटर प्लॉट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें विभिन्न प्रवृत्तियों में संबंध बताता है जैसे कि ऊंचाई और वजन में Iऐसे ही हार्डनेस तथा वियर में भी संबंध को और उनकी तुलना करने में स्कैटर प्लॉट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है I मान लीजिए कि हमारे पास यह दो व्यास दिए गए हैंयह दोनों किस तरह संबंधित है